नमस्कार तो इस सप्ताह में हम सर्किट की लीनियर्टी के बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करते हैं और अंतिम कक्षा में हम डुअलिटी के बारे में चर्चा करते हैं सर्किट के इन तीन महत्वपूर्ण गुणों के संदर्भ के साथ हम नेटवर्क थ्योरम को शुरू करते हैं जिसे थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem कहा जाता है सर्किट के दृष्टिकोण के लिए थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem बहुत महत्वपूर्ण है जब आप घर में अपने उपकरण में प्लग लगाते हैं तो क्या होता है आप उस उपकरण के वोल्टेज और करंट पैरामीटर्स का विश्लेषण करेंगे जबकि सर्किट की अपेक्षा करते हैं जो विशेष प्लग ब्लॉक प्लग प्वाइंट के बाहर है तो क्या होता है कि आप विभिन्न उपकरणों के लिए विश्लेषण करते समय वोल्टेज और करंट जैसे इन सर्किट पैरामीटर्स का विश्लेषण करेंगे इसलिए विभिन्न उपकरणों का अपना करंट स्तर होगा वैसे सभी उपकरणों में वोल्टेज का स्तर लगभग समान रहेगा तो उस परिदृश्य में यदि आप उपकरणों के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो आप सर्किट का विश्लेषण कैसे करेंगे यदि आप सर्किट विश्लेषण का पारंपरिक तरीका देखते हैं तो आपको क्या करना है आपको पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क लेना होगा यह आकार में बहुत बड़ा है और आप नेटवर्क में सैकड़ों मेष नेटवर्क या सैकड़ों नोड रखेंगे और यदि आप मेष विश्लेषण या नोडल विश्लेषण करना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत समय लगेगा और इसे उचित समय सीमा में करना लगभग असंभव होगा तो उस समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों से आप पावर सिस्टम नेटवर्क के योग के एक्विवैलेन्ट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो उस विशेष प्लग पॉइंट के लिए बाहरी है और फिर केवल उस विशेष लोड या उस विशेष वेरिएबल एलिमेंट का विश्लेषण करें जिसके भीतर आप मूल रूप से रुचि रखते हैं इसलिए उस समस्या को हल करने के लिए हम थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem नामक थ्योरम का उपयोग करते हैं क्योंकि यह एक ऐसी तकनीक प्रदान करता है जिसके द्वारा सर्किट के निश्चित भाग को इसके एक्विवैलेन्ट सर्किट से बदल दिया जाता है अब थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के अनुसार चित्र के बाईं ओर के लीनियर सर्किट को दायीं ओर दिखाया गया है तो अगर आप सोच सकते हैं कि ये आपके घर में प्लग के दो पॉइंट हैं इसके अलावा आप एक लीनियर सर्किट के रूप में देखेंगे इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि सर्किट के लीनियर होने पर थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem अच्छी तरह से काम करता है आप मान लेंगे कि यह सर्किट जो आपके प्लग पॉइंट के बाहर है लीनियर सर्किट है और आप उस विशेष सेगमेंट को एक एक्विवैलेन्ट सर्किट से बदल देंगे जहाँ आपके पास एक वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टेंस होगा तो उस तरह से लोड जिसे आप विभिन्न सर्किट एलिमेंट्स जैसे कि वोल्टेज और करंट जैसे वेरिएबल्स के लिए विश्लेषण कर रहे हैं आप उस लोड को सर्किट के बराबर से जोड़े रखेंगे जो उस विशेष लोड टर्मिनल के लिए बाहर है तो इस सर्किट को बाईं ओर के नोड a b को थेवेनिन एक्विवैलेन्ट सर्किट कहा जाता है इस अवधारणा को M Leon Thevenin ने 1883 में विकसित किया था जो एक फ्रांसीसी टेलीग्राफ इंजीनियर थे थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem क्या कहती है एक लीनियर दो टर्मिनल सर्किट को एक एक्विवैलेन्ट सर्किट से बदला जा सकता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स रजिस्टेंस के साथ सीरीज में शामिल होता है जहां टर्मिनलों पर ओपन सर्किट वोल्टेज होता है और टर्मिनलों पर बराबर रजिस्टेंस होता है जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर दिया जाता है जब हम के मूल्य की गणना करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद करके एक्विवैलेन्ट सर्किट बनाएंगे इंडिपेंडेंट सोर्स को बंद करने का मतलब है यदि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो आप शॉर्ट सर्किट करेंगे और यदि आपके पास एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो आप सर्किट को खोलेंगे थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के साथ समस्या यह है कि आपको उन तरीकों की पहचान करनी होगी कि आप और के मान की गणना कैसे करेंगे इसलिए यदि आप याद करते हैं कि सर्किट के मामले में आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि आप और की गणना कैसे करेंगे अब यदि आप मानते हैं कि दो सर्किट हैं जो नीचे दिखाए गए हैं तो इसका मतलब है कि एक अज्ञात लीनियर नेटवर्क है जहां हमें नहीं पता कि उस लीनियर दो टर्मिनलों के सर्किट के अंदर और बाहर क्या है हमने टर्मिनलों को a b लोड से जोड़ा है टर्मिनल a b पर वोल्टेज V है और लोड में बाहरी सर्किट से करंट I प्रवाहित होता है यदि हम बाहरी सर्किट को थेवेनिन एक्विवैलेन्ट के साथ बदलते हैं जो रजिस्टेंस के साथ सीरीज में थेवेनिन वोल्टेज है यदि आपके पास इस टर्मिनल पर V I विशेषता है लोड को बाहर निकालते समय यह विशेष सर्किट उस बाहरी सर्किट के बराबर माना जाएगा तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये सर्किट एक्विवैलेन्ट हैं जब आप टर्मिनल पर दोनों सर्किटों के लिए वोल्टेज समान संबंध रखते हैं अब जब लोड को हटाकर टर्मिनलों a b को ओपन कर दिया जाता है तो लोड के माध्यम से कोई करंट प्रवाह नहीं होगा अब बाईं ओर के सर्किट में टर्मिनल a b पर यह ओपन सर्किट वोल्टेज है दाहिनी ओर सर्किट में वोल्टेज सोर्स के बराबर होना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि यदि आप यहाँ से लोड हटाते हैं तो टर्मिनल a b में कुछ वोल्टेज होगा और यदि आप यहाँ से लोड हटाते हैं तो वही वोल्टेज होगा जो कि a b पर आ रहा होगा जो कि V है तो इस विशेष एक्विवैलेन्सी का उपयोग करके आप वोल्टेज की पहचान कर सकते हैं क्योंकि टर्मिनलों में ओपन सर्किट वोल्टेज है जब आप लोड हटाते हैं तो आप कुछ वोल्टेज देखेंगे हमें बताएंगे कि यह इसी तरह के थेवेनिन एक्विवैलेन्ट के लिए है यदि आप लोड को हटाते हैं तो आपको फिर से वैल्यू मिल जाएगी और ये दो एक जैसे हैं क्योंकि यह कुछ और नहीं होगा क्योंकि जब यह ओपन सर्किट किया जाता है तो इस विशेष सेगमेंट में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा यदि आप लोड हटाते हैं तो कोई भी करंट प्रवाह नहीं होगा उस स्थिति में यह विशेष वोल्टेज के अलावा कुछ नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर दो टर्मिनल सर्किट टर्मिनल a b पर ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर होगा अब फिर से लोड के साथ डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि टर्मिनल a b तो आपके पास टर्मिनल a b में ओपन सर्किट सभी इंडिपेंडेंट सोर्स को बंद करने की जरूरत है इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद करने का मतलब है कि अगर आपके पास टर्मिनल के अंदर वोल्टेज सोर्स है तो आप इसे शॉर्ट सर्किट से बदल देंगे और यदि आपके पास करंट सोर्स है तो आप इसे ओपन सर्किट से बदल देंगे उस स्थिति में क्या होगा कि यह लीनियर दो टर्मिनल सर्किट एक डेड सर्किट के अलावा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई सोर्स उपलब्ध नहीं है अब आप इन दोनों टर्मिनल a और b के बीच जो एक्विवैलेन्ट रजिस्टेंस मापेंगे वह दोनों मामलों में बराबर होगा मामला जहां आपके पास लीनियर दो टर्मिनल सर्किट हैं आप सभी सोर्सेस को बंद कर देंगे आप यहां को मापेंगे इसी तरह यदि आप यहां को मापते हैं तो यह मान होगा क्योंकि उस स्थिति में यह शार्ट सर्किटेड होगा तो उस स्थिति में आप दोनों रजिस्टेंस में जो भी रजिस्टेंस देखेंगे इनपुट रजिस्टेंस जिसे आप सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस के साथ लीनियर सर्किट पर देखेंगे जो शून्य के बराबर हैं के बराबर होगा तो इन दो शर्तों के साथ आप उन महत्वपूर्ण पैरामीटर्स का मूल्य पा सकते हैं जो कि थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के लिए आवश्यक हैं जो और हैं अब के मूल्य का पता लगाने के लिए दो अलग अलग मामले हैं दो अलग अलग मामले क्या हैं पहला मामला यह है कि यदि नेटवर्क पर कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो हम सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर सकते हैं जैसे हम वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट के रूप में बना सकते हैं और फिर टर्मिनल a और b के बीच दिख रहा नेटवर्क का इनपुट रजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि आप सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को शून्य के बराबर रखते हुए टर्मिनल a b से रजिस्टेंस का इनपुट जो भी देखेंगे यह आपको बस थेवेनिन रजिस्टेंस देगा अब मामले 2 में जब नेटवर्क पर डिपेंडेंट सोर्स भी हैं हम डिपेंडेंट सोर्सेस को बंद नहीं कर सकते क्योंकि वे वैसे भी कुछ सर्किट वेरिएबल्स द्वारा नियंत्रित होते हैं तो उस मामले में क्या होगा आप केवल डिपेंडेंट सोर्सेस को चालू रखते हुए केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर सकते हैं और फिर आप सर्किट का विश्लेषण करेंगे आपको टर्मिनल a b में केवल एक वोल्टेज को लागू करना होगा और करंट को पता करना होगा तो उस मामले में क्या होगा यहां सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस वाले सर्किट शून्य के बराबर मौजूद हैं और डिपेंडेंट सोर्स भी उपलब्ध हैं उस स्थिति में आपको एक वोल्टेज को a b के टर्मिनल पर लागू करना होगा और करंटके मान को मापना होगा उस मामले में क्या होगा जो भी करंट टर्मिनल a b के अंदर बह रहा है वोल्टेज को विभाजित करता है जिसे आप लागू कर रहे हैं तो द्वारा विभाजित आपको थेवेनिन एक्विवैलेन्ट रजिस्टेंस का मूल्य दे रहा है जो कि है वैकल्पिक रूप से को करंट सोर्स डालकर भी मापा जा सकता है इसलिए इन दो टर्मिनलों में वोल्टेज सोर्स के बजाय आप एक करंट सोर्स लागू करेंगे अब आपको क्या करना है जब आप करंट के बजाय करंट सोर्स को अप्लाई करते हैं जो आप यहां मापते है तो आपको टर्मिनलों a b में वोल्टेज को मापना होगा उस मामले में क्या होगा पुन को करंट सोर्स द्वारा आपूर्ति की जाने वाली करंट द्वारा विभाजित टर्मिनलों a b में वोल्टेज के रूप में दिया जाएगा तो उस स्थिति में के अलावा कुछ नहीं होगा अब इन दोनों मामलों में आप किसी भी एक विधि का उपयोग कर सकते हैं दोनों ही मामलों में आपको का समान मूल्य मिलेगा तो आप अंततः एक ही परिणाम प्राप्त करेंगे अब अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस की गणना करते हैं वह नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सर्किट पावर पहुंचा रहा है आपको यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपका समाधान सही है या नहीं यदि आपका नेगेटिव है तो कभी कभी नेगेटिव होगा और यह तब भी संभव है जब सर्किट पर डिपेंडेंट सोर्स हो अब यह थ्योरम सर्किट विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण है क्यों क्योंकि यह सर्किट को सरल बनाने में मदद करता है तो आपके अध्ययन के क्षेत्र के बाहर जो भी बड़ा नेटवर्क मौजूद है आप बस उस नेटवर्क के बराबर होंगे जो आपके अध्ययन के थेवेनिन एक्विवैलेन्ट क्षेत्र से बाहर है आप और से बदल देंगे और आप सर्किट के विश्लेषण के लिए उस विशेष एक्विवैलेन्ट सर्किट का उपयोग करेंगे जो आपकी रुचि का है यही कारण है कि यह थेवेनिन एक्विवैलेन्ट प्रतिस्थापन तकनीक हमारे सर्किट डिजाइन में बहुत शक्तिशाली उपकरण है अब जैसा कि हमने चर्चा की है कि वेरिएबल लोड के साथ लीनियर सर्किट में लोड को छोड़कर थेवेनिन एक्विवैलेन्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है अब यह एक्विवैलेन्ट नेटवर्क उसी तरह का व्यवहार करेगा जैसे बाहरी सर्किट व्यवहार कर रहा है क्योंकि आप vi विशेषता को रखते हुए बाहरी सर्किट के बराबर थेवेनिन एक्विवैलेन्ट बना रहे हैं तो आप अलग अलग लोड वोल्टेज लोड करंट मूल्यों की गणना कैसे करेंगे आइए हम एक सरल सर्किट लेते हैं और हम लोड रजिस्टेंस के माध्यम से बहने वाले करंट के मूल्य का पता लगाने की कोशिश करेंगे अब आप क्या करेंगे आपके लोड के लिए बाहरी को इसके सिद्धांत के बराबर बदला जाएगा जो और है तो उस स्थिति में आपका लोड क्या होगा और एक रजिस्टेंस थ्वेनिन एक्विवैलेन्ट रजिस्टेंस होगा और यह दोनों वोल्टेज सोर्स के माध्यम से जुड़ा होंगे जो कि थेवेनिन वोल्टेज के अलावा कुछ भी नहीं है तो यह मूल सर्किट के बराबर सर्किट होगा जहां हमें लीनियर सर्किट ज्ञात नहीं है हम बस इसे थेवेनिन एक्विवैलेन्ट के साथ बदल रहे हैं अब हम क्या करेंगे हम करंट के मूल्य की गणना कैसे करेंगे बस करंट का मान होगा तो यह बस किरचॉफ वोल्टेज लॉ है आप करंट का मान प्राप्त कर सकते हैं अब लोड में वोल्टेज है जब आपको और के मान मिलते हैं तो आप आसानी से लोड पर वेरिएबल्स पा सकते हैं वह वोल्टेज और करंट है अब यदि आपके पास कई मामले हैं या कई लोड हैं जिनके माध्यम से आप उन लोड वोल्टेज पर करंट का पता लगाना चाहते हैं आपको इस सर्किट में कुछ भी नहीं बदलने की आवश्यकता है जो कि और है तो आपको टर्मिनल a और b पर लोड को बदलते रहना होगा इसलिए लोड के रजिस्टेंस के आधार पर आपका लोड बदलता रहेगा आपको सर्किट को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है या आपको बार बार पूरी जानकारी को पुन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है आपको बस लोड को बदलना होगा और अपडेटेड मूल्य का पता लगाना होगा इस तरह से कई मामलों को संसाधित करना बहुत आसान होगा जब ये दो टर्मिनलों से जुड़े होंगे अब एक उदाहरण की मदद से इस विशेष पहलू को समझते हैं अब आप देखते हैं कि इस आंकड़े में एक सर्किट दिया गया है हमें थेवेनिन एक्विवैलेन्ट को टर्मिनल a b के बाईं ओर खोजने की आवश्यकता है तो ये टर्मिनल a b हैं और हमें लोड के माध्यम से करंट का पता लगाना होगा जब 6 ओम या 36 ओम के बराबर हो यह वेरिएबल लोड है जो इसे बदलता रहेगा आपको विभिन्न लोडिंग परिस्थितियों में लोड के माध्यम से करंट के मूल्य का पता लगाना होगा इस विशेष मामले के लिए हम दो अलग अलग लोडिंग स्थितियों पर विचार कर रहे हैं जहां 6 ओम और 36 ओम है हम 32 वोल्ट के सोर्स को बंद करके थेवेनिन रजिस्टेंस का पता लगाते हैं अब जब आप वोल्टेज सोर्स को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह शार्ट सर्किटेड हो जाएगा और हमारे पास एक अन्य सोर्स है जो करंट सोर्स है जो 2 A करंट सोर्स है इसलिए हम इसे ओपन सर्किट बनाएंगे उस स्थिति में अपडेटेड सर्किट क्या होगा हमारे पास 4 ओम रजिस्टेंस के साथ पैरेलल में 12 ओम रजिस्टेंस है और फिर 1 ओम रजिस्टेंस के साथ सीरीज में पैरेलल संयोजन है रजिस्टेंस जो आप इन विशेष टर्मिनलों के माध्यम से देखेंगे जो कि a और b है आपको का मान 4 ओम के रूप में मिलेगा क्योंकि इन दोनों रजिस्टेंस के पैरेलल संयोजन से आपको सीरीज में 3 ओम प्लस 1 ओम मिलेगा तो अंत में का मान 4 ओम है अब अगला कदम थेवेनिन वोल्टेज के मान का पता लगाना है थेवेनिन वोल्टेज के मूल्य को खोजने के लिए हमें सर्किट पर विचार करना होगा और हमने पिछली कक्षाओं में जो भी चर्चा की थी हमें अपने अध्ययन को विशेष रूप से मेष विश्लेषण के बारे में याद करना होगा जिस पर हमने चर्चा की थी क्योंकि यहाँ आप देखते हैं कि आप दो मेष बना सकते हैं आप इन दो मेषों में मेष करंट और लागू कर सकते हैं और आपको टर्मिनल a b में वोल्टेज का पता लगाने की आवश्यकता है अब महत्वपूर्ण बात जो आपको इस विशेष सर्किट से देखने की जरूरत है वह यह है कि 1 ohm रजिस्टेंस से कोई करंट प्रवाह नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल a b एक ओपन सर्किट है तो मूल रूप से कोई करंट नहीं होगा इसलिए करंट शून्य होगा अब जब शून्य होता है तो को इस पर सीधा लागू किया जाएगा इसका मतलब है कि सभी को समान रूप से लागू किया जाएगा क्योंकि सभी पैरेलल हैं इसलिए और कुछ नहीं होगा लेकिन जो वोल्टेज इस विशेष नोड पर आ रहा है तो इस नोड का मान होगा अब इन दो लूप्स के लिए मेष विश्लेषण लागू करते हैं A इसलिए अब आपको दो समीकरण मिल गए हैं आपको एक सीधा मिल गया है अगला आपको इस समीकरण में केवल का मान रखना है और आपको करंट 05 एम्पीयर के रूप में मिलेगा अब जैसा कि आपको करंट और का मान मिला है यह होगा V अब मेष विश्लेषण के बजाय आप नोडल विश्लेषण भी लागू कर सकते हैं इसलिए यदि आप इस नोड पर नोडल विश्लेषण लागू करते हैं क्योंकि यह वह नोड है जहां आप वोल्टेज देख रहे हैं यदि आप नोडल विश्लेषण लागू करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको किरचॉफ करंट लॉ का उपयोग करना होगा तो क्या होगा आप भी देखें कि नोड में बहने वाली विभिन्न कर्रेंटस क्या हैं और यह शून्य के बराबर है क्योंकि उस विशेष नोड पर करंट का कुल योग शून्य होगा बाईं ओर से अंदर आने वाला करंट क्या होगा वह होगा तो आपको समीकरण का पहला शब्द मिला है अगला 2 A करंट है जो इस दिशा में बह रहा है तो आप बस 2 एम्पीयर का मान रख सकते हैं तीसरा करंट है जो इस दिशा में बह रहा है इसलिए इस दिशा में बहने वाली करंट इन दो कर्रेंटस में से कुछ होगी तो अंत में यह बाय 12 के बराबर होगा क्योंकि इस पर वोल्टेज और प्रश्न में रिफरेन्स नोड और नोड के बीच जुड़ा रजिस्टेंस 12 ओम है जब आप नोडल विश्लेषण लागू करेंगे तो आपको यह समीकरण मिल जाएगा अब यदि आप शर्तों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं और इसे सरल करते हैं तो आपको फिर से थेवेनिन वोल्टेज का मान मिलेगा जो 30V है तो इस तरह आप या तो मेष विश्लेषण या नोडल विश्लेषण दोनों तरह से लागू करते हैं आपको थेनवेन वोल्टेज मिलेगा अब आपके द्वारा चर्चा की गई उस विशेष आकृति का एक्विवैलेन्ट सर्किट 30V है जो VTh और 4 ओम है जो है और टर्मिनल ab पर आप वेरिएबल रजिस्टेंस को लागू करेंगे जहां आपको 6 ओम और 36 ओम के लिए करंट लोड करंट का मान ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे आप सिर्फ का मान रखेंगे जब 6 ओम के बराबर होता है तो आपको बस ही मिलेगा लेकिन आप केवल किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लागू करेंगे और आपको करंट का मान 3A मिलेगा इसी तरह यदि16 ओम है तो आपको करंट 15 A के रूप में मिलेगा जब आप को 36 ओम से बदलेंगे तो आपको मिलेगा यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह मान 30 40 से विभाजित है तो आपको 075 एम्पीयर मिलेगा तो इस तरह से आपको जो लाभ होगा वह यह है कि आप इस विशेष सेगमेंट के बाईं ओर टर्मिनल के बाईं ओर उसी को रखेंगे और आप लोड रजिस्टेंस को प्रभावित करते रहेंगे और जब विभिन्न लोड रजिस्टेंस देते रहेंगे तब आप लोड करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं इस तरह आप विभिन्न लोडिंग स्थितियों के लिए लोड करंट के मूल्य की गणना कर सकते हैं जब हम केवल इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्सेस पर विचार करते हैं तो हम थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem पर प्रारंभिक चर्चा के साथ यहां रुकते हैं अगले सत्र में हम उस मामले पर चर्चा करेंगे जहां हमारे पास डिपेंडेंट वोल्टेज है या सर्किट में डिपेंडेंट करंट सोर्स भी उपलब्ध है उस मामले में हम सर्किट का विश्लेषण कैसे करेंगे धन्यवाद